पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डरों की संख्या के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया जब हम ऑर्डरों को जोड़ते हैं N के लिए इस समीकरण के पीछे मूल विचार यह है कि जब हमारे पास कई आइटम हैं और यदि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्डर मात्राएं ऐसी हैं कि उनके पास समान संख्या में ऑर्डर हैं यदि ऑर्डर की मात्राओं को इस तरह समायोजित किया जाता है कि दोनों वस्तुओं या सभी वस्तुओं के समान संख्या में ऑर्डर होते हैं तो ऑर्डर की लागत पर बचत करना संभव है अब ऑर्डर की लागत जिसे मूल रूप से हमारे पहले के मॉडल में C naught के रूप में परिभाषित किया गया था अब उसके 2 घटक हैं एक जिसे C 0 1 कहा जाता है और दूसरे को C 0 2 कहा जाता है अब C 0 1 प्रशासनिक लागत का प्रतिनिधित्व करता है और C 0 2 ट्रक लागत का प्रतिनिधित्व करता है अब यदि आइटमों का ऑर्डर इस प्रकार दिया जाता है कि प्रत्येक आइटम के लिए प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या समान होती है जिसका अर्थ है कि ऑर्डर संयुक्त हैं फिर ट्रक लागत पर बचत करना अब संभव है इसलिए ऑर्डर किए गए प्रत्येक आइटम के लिए केवल एक प्रशासनिक लागत है लेकिन फिर हम मान सकते हैं कि एक ही ट्रक आपूर्तिकर्ता से संयंत्र या विनिर्माण सुविधा तक सभी सामग्री लाएगा इसलिए यह मानते हुए कि k आइटम हैं कुल ऑर्डर लागत प्रत्येक आइटम के लिए k x C 0 होने के बजाय अब यह C 0 2 k x C 0 1 हो जाता है क्योंकि अब हम मान लेते हैं कि ट्रक में सभी वस्तुओं को एक साथ लाने की पर्याप्त क्षमता है इसलिए ट्रक की लागत पर बचत होती है अब यह विशेष सूत्र जो हमने पिछले लेक्चर में प्राप्त किया था वह दो वस्तुओं के लिए था इसलिए हमारे यहां 2 x C 0 1 था यह 2 औसत इन्वेंट्री से आता है इसलिए यह 2 रहता है लेकिन सामान्य तौर पर अगर वस्तुओं की संख्या k है तो इसे k गुना C 0 1 C 0 2 लिखा जा सकता है अब हम इस संयुक्त ऑर्डर के प्रभाव को दिखाने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति को देखते हैं जहां 3 आइटम हैं और मांगें 3000 5000 और 20000 हैं हमारे पास ट्रक की लागत 3000 है और प्रशासनिक लागत 1000 है इसलिए C 0 1 जो कि प्रशासनिक लागत है 1000 है और C 0 2 जो कि ट्रक की लागत है 3000 है और फिर हम i को 20 प्रतिशत लेते हैं 200 200 और 400 है इसलिए i 20 प्रतिशत है और इकाई मूल्य C क्रमशः 100 200 400 है तो हम पहली स्थिति को देखते हैं जहां तीनों आइटम को उनकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अनुसार अलग अलग ऑर्डर किया जाता है और यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रत्येक आइटम के लिए C naught प्रशासनिक लागत जो 1000 है और ट्रक की लागत जो 3000 है का योग होगा तो C naught 4000 होगा और प्रथम आइटम Q 1 के लिए 2 x मांग 3000 x 4000 02 x 100 का वर्गमूल होगा जो कि गणना पर 109544 होता है और कुल लागत TC1 जो कि इस आइटम के लिए ऑर्डर लागत और वहन लागत का योग है हो जाती है 219089 है इसी तरह से यदि हम Q2 और T c 2 की गणना करते हैं तो हम पाते हैं कि Q2 1000 होगा और TC 2 40000 होगा Q 3 141421 है और TC 3 11313708 है इसलिए व्यक्तिगत रूप से अगर हम तीनों आइटम को उनके इकोनामिक ऑर्डर क्वांटिटी के अनुसार ऑर्डर देते हैं अब ये तीनों आइटमों के लिए ऑर्डर की मात्राएं हैं और तीनों वस्तुओं के लिए ऑर्डर की लागत और वहन लागत का योग यहां दिया गया है तो यह तीनों आइटम के लिए कुल लागत देता है जो 17504598 हो जाता है अब यह कुल लागत है यदि उन्हें स्वतंत्र रूप से और अलग से ऑर्डर किया जाता है अब यदि हम इस सूत्र को लागू करते हैं और यह मान लेते हैं कि उन्हें संयुक्त रूप से ऑर्डर दिया जा सकता है और ट्रक लागत पर बचत है अगर हम उन्हें संयुक्त रूप से ऑर्डर करते हैं k 3 के लिए इस सूत्र को लागू करें यहाँ 3 आइटम हैं बाकी मूल्य यहां ज्ञात हैं हम n की गणना i के वर्गमूल के बराबर करेंगे जो कि 02 x d 1 C 1 d 2 C 2 d 3 C 3 है जो कि 3000 x100 प्लस 5000 x 200 प्लस 20000 x 400 2 गुणा जो कि 3 x 1000 3000 एक और 3000 है इसलिए गणना में यह 6000 हमें देगा इनमें से प्रत्येक आइटम के लिए n 1245 और TC अगर हम कुल लागत की गणना करें अब n 1245 के लिए हम वास्तव में अलग अलग ऑर्डर की लागत वहन लागत की गणना कर सकते हैं TC को देखने का एक और तरीका है अगर हमारे पास n ऑर्डर हैं प्रत्येक ऑर्डर के लिए ऑर्डर करने की लागत यह होगी 3000 प्लस 3 x 1000 इसलिए यह 6000 होगा इसलिए n x 6000 प्लस Q2 x C C तो Q का संकलन D है इसलिए D j 2 n जहां Q D n हमारे पास 1245 ऑर्डर हैं इसलिए प्रत्येक आइटम के लिए ऑर्डर की मात्रा 1245 से विभाजित वार्षिक मांग है तो Dj n x Q x i C j जो कि इन्वेंट्री वहन करने की लागत है यह n 1245 के लिए अब 14939880 हो गई है इसलिए यह उदाहरण बताता है कि यदि हम प्रत्येक वस्तु को ऑर्डर करने की प्रशासनिक लागत पर 1000 रुपये का खर्च कर रहे हैं और ट्रक की लागत 3000 है और ऑर्डरों को जोड़कर और यह सुनिश्चित करके कि प्रति वर्ष सभी 3 आइटम के समान संख्या में ऑर्डर होते हैं अब अब हमारे पास उनमें से प्रत्येक के लिए 1245 ऑर्डर हैं और तब हमें पता चलता है कि कुल लागत वास्तव में 175045 से घटकर 1493988 हो गई है बचत के कारण ऑर्डर की लागत में कमी होगी लेकिन तब इन्वेंट्री वहन करने की लागत में थोड़ी वृद्धि होगी क्योंकि ऑर्डर की मात्रा बदल जाएगी लेकिन फिर ऑर्डर की लागत और वहन लागत का योग काफी नीचे आता है अब इससे जुड़े अन्य मुद्दे क्या हैं अब हमारे कुल लागत के दृष्टिकोण से काफी बचत होती है अगर हम ऑर्डर को एक साथ दे सकते हैं बशर्ते कि हर बार जब वस्तुओं को एक साथ जोड़ा जाता है तो ट्रक लागत में 3000 की बचत हो उदाहरण के लिए जब एक आइटम को व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर किया गया था लागत 4000 थी लेकिन तब जब दो आइटम संयुक्त होते हैं तो ऑर्डर की लागत 8000 नहीं थी ऑर्डर लागत केवल 5000 थी जब तीन वस्तुओं को साथ आर्डर किया गया था तो ऑर्डर की लागत 12000 नहीं थी लेकिन तब यह 6000 थी इसलिए इस बचत ने हमें इसे कम करने में मदद की फिर कुछ अन्य मुद्दे हो सकते हैं उदाहरण के लिए हम 1245 के लिए ऑर्डर की मात्रा की गणना करते हैं इसलिए जब आपके पास n 1245 होता है तो हमें पता चलता है कि ऑर्डर मात्रा Q 1 3000 1245 होती है तो ऑर्डर मात्रा Q 1 24096 Q2 3861 हो जाती है और Q3 160643 हो जाती है और उन सभी के 1245 ऑर्डर होते हैं अब यदि हम अनकंस्ट्रेंड सिस्टम में ऑर्डर मात्रा की तुलना करते हैं तो यह 1095 था और जो घटकर 24096 पर आ गया है 1000 घटकर 3861 हो गया और 1414 वास्तव में 1606 हो गया है आइए अब इन मूल्यों के लिए ऑर्डरों की संख्या की गणना करें तो N 1 3000 109544 है जो कि 2738 ऑर्डर है N 2 5000 1000 है जो 5 ऑर्डर है और N 3 20000 141421 है जो 1414 ऑर्डर है इसलिए जब हमारे पास यह प्रतिबंध नहीं था तब ऑर्डरों की संख्या 2 5 और 14 थी बहुत बड़े अंतर जब हमने उन सभी के लिए साथ आर्डर दिया तो 1245 ऑर्डर आए इसलिए हम वास्तव में इन दो वस्तुओं के लिए अधिक ऑर्डर कर रहे हैं बहुत अधिक ऑर्डर क्योंकि 2738 जब हमने साथ आर्डर नहीं किया था 1245 जब हमने ऐसा किया था इसी प्रकार 5 जब हमारे पास यह संयुक्त ऑर्डर नहीं था और 1245 जब हमारे पास संयुक्त ऑर्डर था इसलिए जब हम मानते हैं कि n उन सभी के लिए समान संख्या में ऑर्डर है तब हम आइटम 1 और 2 के लिए अधिक ऑर्डर करते हैं और आइटम 3 के लिए लगभग समान संख्या में ऑर्डर करते हैं आइटम 3 के लिए थोड़ा कम हो सकता है 1414 अब 1245 हो जाता है इसलिए चूंकि यहां ऑर्डर की संख्या अधिक है इसलिए ऑर्डर की लागत का घटक भी अधिक है तो दूसरा प्रश्न जो आता है अब समान संख्या में ऑर्डर n मानने के बजाय क्या हम असमान संख्या के ऑर्डर मान सकते हैं लेकिन प्रत्येक आइटम के लिए ऑर्डरों की संख्या एक प्रकार का इंटीग्रल मल्टीपल है और फिर क्या हम जांच सकते हैं कि क्या हम किसी प्रकार की आंशिक बचत कर सकते हैं लेकिन फिर भी इस 149398 को और कम करने का प्रयास करें इसलिए अगर हम इसे देखें अगर हम इसे अकेले देखें यह 2738 है यह 5 है और यह 1414 है तो यह लगभग 1से 2 से लगभग 5 का अनुपात है यह 1से 2 से लगभग 5 का अनुपात यह ऑर्डरों की संख्या है अब 125 का उपयोग करने के बजाय मान लीजिए यदि हम 1 24 को देखते हैं 125 को देखने के बजाय यदि हम कहते हैं कि ऑर्डरों की संख्या लगभग 1 2 4 है 27 x 5 लगभग 135 है तो यह मोटे तौर पर 12 5 है पर फिर 1 2 4 एक बहुत ही सुविधापूर्ण इंटीग्रल मल्टीपल है इसलिए हम 124 के संदर्भ में सोच सकते हैं और फिर हम कहते हैं कि आइटम 1 के n ऑर्डर होंगे आइटम 2 के 2 n ऑर्डर होंगे और आइटम 3 के 4 n ऑर्डर होंगे जिसका सीधा सा मतलब है कि यहां के हर ऑर्डर के लिए हमारे पास 2 ऑर्डर यहां होंगे और 2 ऑर्डर यहां होंगे तो यह ऑर्डर n इसके और इस के साथ सिंक्रनाइज़ करेगा और यह 2 n भी इस 4 n के साथ सिंक्रनाइज़ करना शुरू कर देगा लेकिन तब ऑर्डर मात्राओं को उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जाएगा और आप अभी भी संयुक्त ऑर्डर के मूल विचार का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर की संख्या केवल इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल है अब जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है तो हमारे पास यह लाभ है अब लाभ होगा इस प्रणाली के लिए कुल लागत होगी तो इसके लिए एक साल में कुल n ऑर्डर होंगे इसके लिए एक साल में कुल 2 n ऑर्डर होंगे और इसके लिए साल में कुल 4 n ऑर्डर होंगे तो इन सभी n ऑर्डरोंके लिए एक वर्ष में कुल 4 n ऑर्डर होंगे जिसमें से यह 2 n इस 4 n के भीतर सिंक्रनाइज़ किए जाएंगे और यह n भी इस 4 n के भीतर आएगा उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि 4 n 16 के बराबर है और n 4 के बराबर है तो यह ऐसा कहना है कि प्रथम आइटम का 1 2 3 4 ऑर्डर दिया जाएगा और फिर यह अगले वर्ष है अब इस आइटम को यहाँ ऑर्डर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अब यह 1 2 3 4 5 6 का ऑर्डर दिया जाएगा यह ऐसे जाएगा तो अगर एक साल में 4 n ऑर्डर हैं तो अब इन 4 n में से n के लिए सभी 3 को एक साथ ऑर्डर किया जाएगा इन 2 n में से एक और n के लिए 2 को एक साथ ऑर्डर किया जाएगा और 4 n में से इन 2 n के लिए एक एकल ऑर्डर होगा तो कुल ऑर्डर लागत होगी इन 4 n में से n के लिए ऑर्डर की लागत 6000 n होगी क्योंकि जब 3 आइटम एक साथ ऑर्डर किए जाते हैं तो ट्रक की लागत 3000 है और प्रशासनिक लागत 1000 की 3 गुना 3000 इनका योग 6000 होगा इसलिए 6000 गुना n दूसरे n ऑर्डरोंके लिए केवल इन 2 को संयुक्त किया जाएगा तो यह 5000 गुना n हो जाएगा और शेष 2 n ऑर्डर के लिए यह अकेले जाएगा तो यह 4000 गुना 2 n होगा इसलिए यह कुल ऑर्डर करने की लागत होगी जो हमारे पास होगी अब इन्वेंटरी वहन करने की लागत होगी अगर मेरे पास n आइटम है तो 1 आइटम के लिए n ऑर्डर तो ऑर्डर मात्रा होगी n द्वारा विभाजित 3000 3000 n यह Q है इसलिए Q 2 x वहन करने की लागत Cc जो कि i x C है जो कि 100 का 20 प्रतिशत है Refer Slide Time 0015 जो 20 है दूसरे आइटम के लिए ऑर्डर की मात्रा होगी 4 n से विभाजित 5000 5000 वार्षिक मांग है 2 n ऑर्डरों की संख्या है तो 5000 2n Q और Q 2 5000 4n गुना Cc जो कि 200 का 20 प्रतिशत है जो 40 है प्लस 20000 8n यह 8n इसलिए आता है क्योंकि मांग 20000 है 4n ऑर्डर हैं इसलिए 20000 4 n Q जिसे 2 से विभाजित करते है Q 2 x 02 x 400 जो कि 80 है इसलिए अब TC 6 प्लस 5 11 प्लस 8 19000 n प्लस 30000 n के बराबर है यह 2 10 में कैंसिल हो जाता है यह 4 भी कैंसिल हो जाता है प्लस 50000 n प्लस 200000 विभाजित होता है तो यह 19000 है n प्लस 280000 n है जिसमें से n का इष्टतम मान पाया जा सकता है इसे n के संबंध में डिफरेंशिएट करके और इसे 0 के बराबर सेट करते हैं इसलिए 19000 माइनस 280000 n वर्ग 0 जिससे n 280000 19000 के वर्गमूल के बराबर है जो हमें 3838 देगा अब इसका मतलब है कि आइटम 1 के 3838 ऑर्डर होंगे आइटम 2 के 7676 ऑर्डर होंगे और इसे 15352 ऑर्डर मिलेंगे तो इसके लिए ऑर्डर की मात्रा 3000 3838 होगी जो लगभग 1000 से कम है यह 5000 7676 होगा 20000 15352 होगा और अब जब हम इस n को कुल लागत पर इष्टतम में प्रतिस्थापित करते हैं तो अब हम महसूस करते हैं कि इस n के लिए कुल लागत है 7293833 प्लस 7295466 जो 145892 है वास्तव में यह अंतर मामूली अंतर त्रुटियों के राउंडिंग ऑफ के कारण आता है और वास्तव में हम वास्तव में महसूस करेंगे कि इष्टतम पर यह 19000 n 280000 n के बराबर होगा इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा मामूली अंतर जो 38 और 54 के बीच आता है यह 838 यह राउंडिंग ऑफ से है अन्यथा ये दो मान समान होंगे और यह 2 गुना होगा अब यह सुनिश्चित करेगा कि पहली बात हम देखते हैं वह यह है कि लागत 149398 से नीचे 145892 पर आ गई है अभी हमारे पास जो दूसरा फायदा है वह यह है कि ऑर्डरों की संख्या स्टैगर्ड है और 3000 5000 और 20000 की वार्षिक मांगों के लिए कुछ हद तक आनुपातिक है तो मोटे तौर पर उन सभी के लिए किसी न किसी तरह से ऑर्डर की मात्रा 800 से 1200 के आसपास होगी ऑर्डर की संख्या अलग अलग होगी औसत इन्वेंट्री जो हम रखते हैं वह भी नीचे आ जाएगी तो यह इस तरह के स्टैगर्ड मानों का उपयोग करने का लाभ है लेकिन फिर हम अब स्वयं से एक और सवाल पूछते हैं अब हमने पहले व्यक्तिगत ऑर्डरिंग मात्रा के आधार पर काम किया जो यहां 1750 है फिर हमने यह मानकर काम किया कि उन सभी के लिए समान संख्या के ऑर्डर होंगे जो इसे 1493 तक ले आए फिर हमने ऑर्डर की असमान संख्याओं के साथ काम किया और फिर हमें एक छोटी सी कमी मिली और वह शायद ऑर्डर की मात्रा के कुछ और नियंत्रण में हमारी मदद कर सके ऑर्डरों की संख्या अलग अलग होगी तो अगला प्रश्न यह है कि यदि हम कहते हैं कि यदि हम 124 करते हैं तो लागत 145892 है अब k l m का इष्टतम संयोजन या अनुपात क्या है क्या यह 1 2 4 है या 1 2 2 है या अगर हम कोशिश करते हैं कि 1 2 1 है या 1 1 2 है हमें किस तरह के उत्तर मिलेंगे और क्या हम इन अनुपातों के विभिन्न संयोजनों को आजमाकर इस संख्या को और इष्टतम कर सकते हैं बहुत बुनियादी विचार इस तथ्य से आता है कि जब हमारे पास अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम है 27 5 14 पहली बात जो सामने आती है वह यह है कि 3 आइटम में ऑर्डरों की संख्या में वृद्धि होती है तो 1 1 1 से हमें 1493 प्राप्त होता है 1 2 4 से हमें 1458 प्राप्त होगा तो वह अनुपात क्या है क्या है वह k l m को है कि हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं और हम संयुक्त ऑर्डर के इस बहुत विचार का फायदा उठा सकते हैं 1 2 4 से हमें निश्चित रूप से मदद मिली लेकिन 1 2 4 ने वास्तव में इस 19000 को बढ़ा दिया क्योंकि 4 n ऑर्डर में से 2 n ऑर्डर व्यक्तिगत रूप से और अलग अलग किए जाते हैं जिसने हमें यह term 4000 x 2 n दिया अब यदि हम 1 1 2 करते हैं या हम 1 2 2 करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में यह हिस्सा कम हो जाएगा क्योंकि अगर हम 1 2 2 करते हैं तो 2 n ऑर्डर होंगे जिसमें से n ऑर्डर संयुक्त होंगे और अन्य n ऑर्डर अलग अलग होंगे इसलिए हम इनमें से कुछ संयोजनों को आजमा सकते हैं यह पता लगाने के लिए कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके हैं कि अनुपात क्या है क्या यह 112 है या यह 114 है इत्यादि सामान्यतः मल्टीपल फायदेमंद होते हैं 124 हमेशा फायदेमंद होता है 125 की तुलना में क्योंकि अगर हम 125 करते हैं तो हम ऑर्डरों को ओवरलैप करने में सक्षम नहीं होंगे जब ऑर्डरों की संख्या एक इंटीग्रल मल्टीपल है तो यह हमेशा आसान होता है और यदि आपके पास कई आइटम हैं यदि अंतिम उन सभी का इंटीग्रल मल्टीपल है तो यह उन सभी के एक lcm की तरह है फिर यह वास्तव में लाभप्रद है कुछ 125 या 135 से बहुत फायदा नहीं है जबकि 112 है या 122 से कुछ लाभ हो सकता है वास्तव में हम इस पर विस्तार कर सकते हैं लेकिन मैं आपको केवल एक सरल समाधान देता हूं और इसे उस पर छोड़ देता हूं वास्तव में यदि हम 112 करते हैं जिसका अर्थ है n n और 2 n हम इस विशेष समस्या के लिए 112 करते हैं हमारे पास n 728 के बराबर होगा और कुल लागत वास्तव में 14560219 पर आती है जो कि 145892 की तुलना में थोड़ी कम है दूसरी बात जो हम देख सकते हैं वह यह है कि हालांकि इसे सामान्य नियम का रूप देना मुश्किल है पर एक बार जब हम 145892 की तरह की संख्या तक पहुँचते हैं तो हम थोड़ी कमी दिखा सकते हैं लेकिन तब हमें बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा इसका 1375 या जो भी है की तरह का समाधान मिलने की संभावना नहीं है इसलिए कमी केवल बहुत ही कम है और आप अन्य विकल्प जैसे 122 या 123 आदि जानने और देखने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए प्रयास करें और देखें कि क्या हम कुछ लाभ कमा सकते हैं हालांकि 123 124 की तुलना में एक बहुत बड़ा लाभ नहीं है लेकिन अनुपात का पता लगाने की कोशिश करने के बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके हैं हम m j को n के मल्टीपल के रूप में परिभाषित करते हैं जहां m 1 m 2 और m 3 प्रति वर्ष ऑर्डरोंकी संख्या है और फिर वे उस m को सीमित सीमा तक अनुकूलित कर सकते हैं और इस लागत को और अनुकूलित करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन कई बार इन मूल्यों को जानने की कोशिश करने की एक बहुत ही व्यावहारिक पद्धति उदाहरण के लिए यह 27385 और 1414 निकटतम पूर्णांक तक राउंडेड इन तीनों का सरल अनुपात 1 2 और 4 Refer Slide Time 1544 की तरह का इंटीग्रल मल्टीपल निस्संदेह एक बहुत अच्छा उत्तर देता है हालांकि एक इष्टतम दृष्टिकोण से कोई भी इसकी तुलना में इसका चयन करेगा यहां कोशिश करके 124 से 112 प्राप्त करना भी आसान है इसलिए ये ऐसी रणनीतियां हैं जो विशेष रूप से उपयोग की जा रही हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संदर्भ में कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्योंकि हम अब ऑर्डरों का संयोजन कर रहे हैं ताकि हम आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक के तेजी से बढ़ते महत्व के साथ Refer Slide Time 0015 ट्रक की लागत को बचा सकते हैं परिवहन को आमतौर पर 3rd पार्टी सेवा प्रदाताओं के लिए आउटसोर्स किया जाता है वे विक्रेताओं से निर्माताओं तक ले जाने का कार्य करते हैं और चूंकि वे एक ही विक्रेता से अलग अलग गंतव्यों या विभिन्न विक्रेताओं से एक ही गंतव्य के लिए ऑर्डर जोड़ सकते हैं और वे एक प्रकार का मिल्क रन कर सकते हैं इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक का पूरा विचार 3rd पार्टी सेवा प्रदाताओं की ओर ले जाता है परिवहन कार्य की आउटसोर्सिंग अब संगठनों को और अधिक संयुक्त ऑर्डर देने के लिए जाने की अनुमति देता है ताकि ट्रक की लागत को बचाया जा सके और कुल इन्वेंट्री लागत को कम किया जा सके अब कभी कभी ऐसी प्रक्रिया में हम कुछ वस्तुओं के लिए एक बड़ी ऑर्डर मात्रा और कुछ अन्य वस्तुओं के लिए छोटी ऑर्डर मात्रा प्राप्त कर सकते हैं कुछ वस्तुओं के लिए बड़े ऑर्डर की मात्रा का मतलब काफी पैसा इन्वेंटरी में अवरुद्ध है और यह भी ऑफसेट किया जा सकता है इस प्रकार ऑर्डर करने की कोशिश करके जैसे 124 और 112 तो इसके साथ अब हमने डिटरमिनिस्टिक इन्वेंटरी के कुछ पहलुओं को कवर किया है अब हम एक और पहलू पर विचार करेंगे जो है उत्पादन के साथ साथ खपत भी तो अब हम ऐसे मॉडल देखेंगे जहां हम उत्पादन और उपभोग करते हैं इसलिए अब तक हमने दो बहुत ही बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल देखे हैं और फिर हमने डिस्काउंट पर ध्यान दिया और फिर हमने कंस्ट्रेंड इन्वेंटरी प्रॉब्लम को देखा और फिर हमने ट्रक लागत पर बचत करके कुल लागत की अनुकूलन करने की कोशिश की अब हम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन मॉडल कहे जाने वाले मॉडल के अध्ययन पर कुछ समय बिताते हैं अब हम एक एकल वस्तु को देखते हैं जिसे खरीदा नहीं गया है लेकिन जिसका उत्पादन किया गया है अब पहले पहले के इन्वेंट्री मॉडल में हमने मान लिया था कि हम किसी आपूर्तिकर्ता वेंडर से आइटम खरीदने जा रहे हैं और इसलिए हर बार ऑर्डर देने पर ऑर्डर की लागत आती है और फिर आइटम आते हैं और फिर आइटम स्टोर हो जाते हैं इसलिए वहाँ एक इन्वेंटरी वहन करने की लागत है या इन्वेंटरी होल्डिंग की लागत है अब मान लेते हैं कि हम इस आइटम को खरीदने नहीं जा रहे हैं इसके बजाय हम आंतरिक रूप से इस आइटम का निर्माण करने जा रहे हैं और फिर इसका उपभोग करेंगे तो हम मान लेते हैं कि आइटम के इस विशेष भाग या इस आइटम को बनाने के लिए केवल एक ही मशीन या एक ही सुविधा प्रयुक्त हो रही है और हमें यह मान लेना चाहिए कि इस आइटम की वार्षिक मांग D है उत्पादन की दर प्रति वर्ष P है अब यदि हमें इस आइटम की वार्षिक मांग को पूरा करना है तो जाहिर है कि हमारी उत्पादन दर मांग से अधिक होनी चाहिए इसलिए इस आइटम की वार्षिक मांग D को पूरा करने के लिए P पर उत्पादन करें और चूंकि हमें वार्षिक मांग D को पूरा करना है इसलिए यह मानना उचित है कि उत्पादन दर P मांग से अधिक है और इसलिए P D से अधिक है अब मान लेते हैं कि P D की तुलना में थोड़ा अधिक है और वास्तव में D की तुलना में बहुत बड़ा है तो मान लें कि हम इस आइटम का उत्पादन शुरू करते हैं इसलिए हम इस आइटम का उत्पादन करते हैं और जैसे जैसे हम उत्पादन करते हैं हम इस आइटम का उपभोग करते हैं इसलिए इन्वेंट्री P माइनस D की दर से बढ़ने वाली है क्योंकि हम P की दर से उत्पादन करते हैं और उत्पादन करते समय हम D का उपभोग करते हैं इसलिए इन्वेंट्री बिल्ड अप P D की दर से होने जा रहा है तो मान लीजिए कि हम एक निश्चित बिंदु तक इन्वेंटरी का निर्माण करते हैं और फिर हम इस आइटम का उत्पादन बंद कर देते हैं और फिर हम केवल इस आइटम का उपभोग करना शुरू करते हैं सिर्फ निर्मित इन्वेंटरी में से तो फिर इस से हम मान लें कि हम इस बिंदु पर उत्पादन बंद कर देते हैं और फिर हम इस आइटम का उपभोग करना शुरू करते हैं तो हम इसे D की दर से उपभोग करते हैं और फिर इन्वेंट्री 0 पर आती है और हम मानते हैं कि जिस पल इन्वेंट्री 0 पर आती है हम फिर से इस आइटम का उत्पादन शुरू करते हैं इसलिए जब हम इस आइटम का फिर से उत्पादन करना शुरू करते हैं तो हमारे पास फिर से P बिंदु तक होगा और फिर हम इसका उपयोग करते हैं और इसी तरह से इन्वेंट्री चक्र चलता जाता है तो ध्यान दें कि ये दोनों बिंदु वास्तव में एक ही हैं और इसलिए अब हम मानते हैं कि इस अवधि के दौरान जब हमने उत्पादन बंद कर दिया और फिर हम उत्पादन शुरू करते हैं तो इसे t 2 कहा जाता है इसे t 1 कहा जाता है t 1 वह अवधि है जहां हम उत्पादन करते हैं जिसका अर्थ है कि हम इन्वेंटरी के दृष्टिकोण से उत्पादन और खपत करते हैं t 2 वह अवधि है जहां हम इन्वेंटरी के दृष्टिकोण से मशीनों के दृष्टिकोण से केवल आइटम का उपभोग करते हैं t 1 वह अवधि है जहां हम इस आइटम का उत्पादन करते हैं और एक बार फिर से करते हैं t 2 के अंतराल के बाद एक और t 1 होने जा रहा है जहां हम फिर से इस आइटम का उत्पादन करते हैं इसलिए हम यह मानेंगे कि इस मशीन का उपयोग किसी अन्य चीज के उत्पादन के लिए किया जाएगा इस t 2 अवधि के दौरान और इसलिए जब हम वापस आते हैं और इस मशीन पर फिर से इस आइटम को बनाना शुरू करते हैं तो यहां हमें इस मशीन को सेटअप करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है हर बार जब हम आइटम का उत्पादन शुरू करते हैं तो हमें आइटम का उत्पादन करने के लिए मशीन को सेटअप करना होगा और इसलिए इस प्रणाली के साथ एक सेटअप लागत जुड़ी हुई है अब नोटेशन में एकरूपता के लिए मान लेते हैं कि सेटअप लागत में नोटेशन Cnaught प्रति सेटअप रुपए Cnaught प्रति सेटअप है इसलिए हर बार जब यह मशीन इस आइटम का उत्पादन करने के लिए तैयार की जाती है तो प्रति सेटअप के लिए एक C naught होता है यह Cnaught ऑर्डरिंग की लागत Cnaught के समान है सिवाय इसके कि यह लागत आंतरिक रूप से हुई है हम हर बार इस मशीन के सेटअप की लागत के लिए नोटेशन के रूप में Cnaught को मानते हैं अब हमें यह पता लगाना है कि जब भी हम एक निश्चित मात्रा Q का उत्पादन करते हैं और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होती है जब हम इस आइटम को ऑर्डर कर रहे थे तो Q को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता था अब जब हम इसका उत्पादन करते हैं तो Q को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कहते हैं तो इसे EBQ कहा जाता है इसे EOQ कहा जाता था अब मान लेते हैं कि हमने एक मात्रा Q का उत्पादन किया है हर बार जब हम इस मशीन को सेटअप करते हैं तो वार्षिक माँग D होती है इसलिए इस मशीन को हम कितनी बार सेटअप करते हैं वह D Q होगा या हमारे द्वारा उत्पादित बैचों की संख्या D Q होगी हर बार जब हम सेटअप करते हैं तो हम C0so की सेटअप लागत का व्यय करते हैं हम D Q C0 की लागत का व्यय करते हैं जो कि एक बहुत ही परिचित term है जिसका हमने पहले उपयोग किया है अब यह कुल सेटअप लागत है और यहां एक इन्वेंट्री लागत भी जुड़ी हुई है अब यह चक्र 0 से शुरू होता है चक्र T तक Refer Slide Time 3331 जो कि t 1 plus t 2 एक और चक्र है इसलिए चक्र में कुल इन्वेंट्री त्रिकोण के तहत क्षेत्र के रूप में होगी और औसत इन्वेंट्री आधार से विभाजित त्रिकोण के तहत क्षेत्र होगी तो औसत हम इस मात्रा को Im कहते हैं जो कि हमारे द्वारा बनाई गई अधिकतम इन्वेंट्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल I m x t का आधा है एक और t से विभाजित औसत है तो औसत इन्वेंट्री Im2 होगी और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत रुपये Cc प्रति यूनिट प्रति वर्ष होगी तो यहां जुड़ी कुल लागत सेटअप लागत के साथ साथ इन्वेंट्री होल्डिंग लागत का योग है अब हमें इस I m को Q के एक फलन के रूप में लिखना है हमें केवल एक ही वैरिएबल Q की आवश्यकता है इस I m को Q के एक फलन के रूप में लिखने के लिए अब Q वह कुल मात्रा है जिसका हम उत्पादन करते हैं I m अधिकतम इन्वेंट्री है जिसे हमने वास्तव में बनाया है Refer Slide Time 3331 तो हम यह भी जानते हैं कि जैसे हम P की दर से उत्पादित करते हैं d की दर से खपत होती है तो यह इन्वेंटरी P D की दर से निर्मित हो रही है इसलिए Im वह अधिकतम इन्वेंटरी होगी जो हमारे पास है जो कि t 1 के बराबर होगा इसलिए Im t 1 होगा t 1 वह समयावधि है जिसके लिए हम उत्पादन करते हैं इन्वेंट्री P माइनस D की दर से बन रही है इसलिए Im t 1 है अब Q कुल मात्रा है जिसका हम उत्पादन करते हैं अब हम P की दर से अवधि t 1 के लिए उत्पादन करते हैं इसलिए Q P x t 1 अब 1 को Q I m से विभाजित करने पर या I m Q P minus DP के बराबर है या I m Q 1 D P अब I m के लिए प्रतिस्थापित करते हुए हम D QC Naught plus Q 2 1 minus DP Cc प्राप्त करते हैं अब हमें Q के सर्वोत्तम मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है जो कुल लागत को न्यूनतम करता है तो यह d TC d Q 0 को डिफरेंशिएट करके प्राप्त किया जाता है जो हमें minus D Q square C0 Cc 1 DP 2 0 जिससे Q 2 D C0 Cc 1 D P के वर्गमूल के बराबर है इसलिए यह इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का सबसे अच्छा मूल्य है जिससे कि हम कुल लागत का अनुकूलन करते हैं अब जब हमारे पास यह समीकरण होगा तो हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं यदि D C0 Cc वगैरह के मूल्य दिए हुए हो तो आइए हम एक संख्यात्मक चित्रण करें और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और संबंधित कुल लागत की गणना दिखाएं तो आइए हम एक दृष्टांत देखें जहां हमारे पास D 10000 प्रति वर्ष है C0 300 है Cc 4 है और P 20000 प्रति वर्ष है अब ध्यान दें कि D और P की एक ही इकाई होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास 1 D P है इसलिए यदि D प्रति वर्ष है तो P भी प्रति वर्ष है तो Q इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी 2 x 10000 x 300 4 1 DP के वर्गमूल से प्राप्त होती है 1 D P 1 ½ क्योंकि 1 10000 20000 इससे हमें प्राप्त होगा 4 x 10000 x 300 4 का वर्गमूल जो 10000 x 300 का वर्गमूल जो √3 x 1000 होगा जो 173205 होगा इसलिए हर बार हम उत्पादन करते हैं हम 173205 के बराबर मात्रा का उत्पादन करते हैं कुल लागत D Q 10000 173205300 प्लस Q2 173205 2 4 1 DP जो 1 ½ है अतः यह भाग 173205 प्लस Q 2 C c 1 minus DP के बराबर होगा तो यह आधा है तो 2 x 2 4 और इस 4 को cancel कर दिया जाएगा प्लस एक और 173205 जो 346410 है इसलिए जब हम उत्पादन करते हैं तो हम 173205 की मात्रा का उत्पादन करते हैं हम एक समय t1 के लिए भी उत्पादन करते हैं t 1 यहाँ से बराबर है Q P के जो 173205 20000 है जो 00866 वर्ष है अब यह जानने के लिए घंटों में परिवर्तित किया जा सकता है कि हम कितने घंटे का उत्पादन करते हैं इसी तरह t 2 की भी गणना की जा सकती है और cycle time t की भी गणना की जा सकती है अब t 2 यह लिखना बहुत आसान है t 2 है P1 P के बराबर है Im t 1 के बराबर है और Im D t 2 के बराबर है इसका कारण यह है कि बहुत अधिक इन्वेंट्री जो कि बनाई गई है की खपत हो गई है क्योंकि Im की अब D की दर से t 2 अवधि पर खपत होती है इसलिए Im D t 2 जिसमें से t 2 की गणना की जा सकती है और साइकिल टाइम t की गणना भी की जा सकती है अब t 2 अब t 2 की गणना करने के लिए हमें पहले यह Im पता लगाने की आवश्यकता है तो Im Q 1 DP तो Q x ½ इसलिए Im 86602 हो जाएगाजो कि t 2 नहीं है इसलिए Im Q 1 DP के बराबर है तो Im 866 t 2 है इसलिए t 2 D द्वारा विभाजित I m के बराबर है जो कि एक और 00866 वर्ष होगा और साइकिल t 01732 वर्ष होगा इसलिए इस विशेष उदाहरण में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अनुभव करते हैं कि t 1 t 2 के बराबर है अन्य सभी प्रकार की स्थितियों के लिए समान होगा यह आवश्यक नहीं है तो अगला मॉडल जिसे हम देख रहे हैं क्या हम कुछ बैकऑर्डरिंग के लिए अनुमति दे सकते हैं जैसे कि हमने खरीदी गई वस्तुओं में किया था क्या हम कुछ बैकऑर्डरिंग को स्वीकार करते हैं एक बैकऑर्डर का निर्माण करें और फिर उत्पादन करें पहले बैकऑर्डर को संतुष्ट करें और फिर इन्वेंट्री का निर्माण करें इसलिए यह एक प्रोडक्शन कन्सम्प्शन मॉडल होगा जिसमें बैकऑर्डरिंग होगी जिसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे